नमस्कार इस पाठ्यक्रम माइक्रोवेव इंटीग्रेटेड सर्किट्स के 4 सप्ताह में आपका स्वागत है पिछले हफ्ते के पिछले मॉडल में हमने माइक्रोवेव इंजीनियरिंग की बुनियादी बातों को पड़ा था सर्किट से जुड़े विभिन्न पैरामीटर्स जैसे S पैरामीटर और विश्लेषण के तरीकों को देखा था इस मॉडल में हमें वास्तविक माइक्रोवेव कंपोनेंट्स को देखेंगे जिनका उपयोग किया जाता है इसलिए हम इन कंपोनेंट्स के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जिस पर अधारित प्रत्येक कॉम्पोनेन्ट में oats की संख्या होती है इसलिए हम 1 पोट माइक्रोवेव डिवाइस के साथ शुरू करते हैं और फिर आगे हम 2 पोर्ट माइक्रोवेव डिवाइस पर जाएंगे फिर 3 कोट माइक्रोवेव डिवाइस और इसी तरह आगे जाएंगे तो चलिए 1 पोर्ट माइक्रोवेव डिवाइस से शुरुआत करते हैं अब यह केवल पैसिव कंपोनेंट्स के साथ काम करता है तो हम एक्टिव कंपोनेंट्स के बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं वह हम इसके बाद के मॉडल में करेंगे और जैसा कि मैंने कहा था कि हम पहली बार एक पोर्ट डिवाइस पर चर्चा करेंगे फिर हम 2 पोर्ट डिवाइस और आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले हम 1 पोर्ट डिवाइस से शुरुआत करते हैं अब 1 पोर्ट डिवाइस में केवल एक पोर्ट होता है इसलिए यह चूक रूप से रेसिप्रोकाल है और अगर यह लोस्टलेस तो यह एकात्मक स्थिति है वह S SH हरमिटियन U के बराबर है यह बस S11 के वर्ग को 1 के बराबर करता है इसलिए यह लोस्टलेसनेस है जो यहां एक स्थिति को उत्पन्न करेगा और यहां से हम यह समझ सकते हैं कि S11 का मान 1 के बराबर होगा ऐसे एक पोर्ट डिवाइस के उदाहरण कम है कभी कभी हमें एक शार्ट लोड यह ओपन लोड या मेचड़ लोड लोड की आवश्यकता होती है हालांकि जब आप वास्तव में इन डिवाइस को बना रहे हैं तो हमें कुछ पहलुओं को ध्यान में रखना चाहिए उदाहरण के लिए हम शॉर्टेड टर्मिनेशन देखते हैं शॉर्टेड टर्मिनेशन या शॉर्ट परिभाषा के अनुसार एक शॉर्टेड टर्मिनेशन सिर्फ यह है कि यह एक शॉर्ट सर्किट है लेकिन हम इस तरह का निर्माण कैसे करते हैं मान लीजिए कि यह एक छोटा सरल तरीका है जिसे लागू करने के लिए आप जान सकते हैं यह एक कोएक्सिअल केबल जिसमें एक इनर कंडक्टर और आउटर कंडक्टर होते हैं शार्ट को लागू करने का सबसे सरल तरीका इनर कंडक्टर को सीधे आउटर कंडक्टर से जोड़ना होता है लेकिन इस तरह साधारण तरीके से जोड़ देने से फ्रिनजिंग फील्ड होते है बहुत सारे फ्रिनजिंग फील्ड उत्पादित होते हैं और फ्रीक्वेंसी बढ़ने के साथ इससे शार्ट की गुणवत्ता में गिरावट होती है इसलिए सेम शॉट को लागू करने का सबसे बेहतर तरीका यह होगा कि इनर और आउटर कंडक्टर के बीच सिंगल कनेक्शन होने के बजाय हमारे पास वास्तव में एक संपूर्ण कनेक्शन हो सकता है मेरा मतलब यह है कि यह मेरा इनर कंडक्टर है और यह मेरा आउटर कंडक्टर और यह दूसरा छोर है जो शार्ट है इसलिए मैं शार्ट को जोड़ने के लिए तार की बजाय एक डिस्क का प्रयोग करता हूं पूरे तल का उपयोग करता हूं या इस इनर कंडक्टर के इनर आधार और आउटर कंडक्टर के आधार को जोड़ता हूं इसलिए वह शार्ट को लागू करने का बेहतर तरीका है इसी तरह से मैं एक ओपन टर्मिनेशन ओपन टर्मिनेशन या बस ओपन को इम्प्लीमेंटेशन करना चाहता हूं इसलिए फिर से मान लीजिए कि यह मेरी समाक्षीय केबल का एक अनुप्रस्थ भाग देखते हैं और कहते हैं कि अगर मेरे पास इस स्तर पर बस मेरा आउटर कंडक्टर है तो इसमें बहुत सारे फ्रिनजिंग फील्ड होंगे और यह ओपन टर्मिनेशन की गुणवत्ता मैं गिरावट करता है तो यही कारण है कि आउटर कंडक्टर ओपन को ठीक से लागू करने के लिए निश्चित रूप से मैं यहां ओपन टर्मिनेशन को जोड़ सकता हूं जिसे लागू करना बहुत मुश्किल है क्योंकि परसिटिक्स की उपस्थिति पूरी तरह से समाप्त नहीं हो सकती है लेकिन अगर आप इनर कंडक्टर के संबंध में आउटर कंडक्टर की लंबाई बढ़ाते हैं तो फ्रिंजिंग कैपेसिटेंस या फ्रिंजिंग फील्ड समस्या को कुछ हद तक कम किया जा सकता है मेचड़ लोड को कैसे लागू करें एक मेचड़ लोड को लागू करने का एक तरीका शॉर्टेड लोड की तरह ही है जो हमें देखा जब हमारे पास डिस्क है हमारे पास हमारा इनर कंडक्टर भी है और फिर से छोटा करने के बजाय हम अपने इनर कंडक्टर को किसी अन्य मटेरियल के साथ समाप्त कर सकते हैं और इस तरह से ऐसा होता है कि मटेरियल की विभिन्न कंडक्टिविटी और रेसिस्टिविटी शॉर्टे की तुलना में उच्च इम्पीडेन्स का परिचय देती है और इस तरीके से प्राप्त करते हैं उस मिलान किए गए लोड को प्राप्त करते हैं कहते हैं कि यदि आवश्यक मेचड़ 20 ओम तो दो प्रकार के कंडक्टर हैं यह से हिस्सा सिर्फ एक मेटल है और यह हिस्सा कुछ अधिक रेसिस्टिविटी की मेटल है और जब दोनों गठबंधन कर सकते हैं तो वह एक मेचड़ लोड होगा लेकिन फिर इस तरह के इम्प्लीमेंटेशन के साथ समस्या यह है कि 2 के बीच की जंक्शन या जोड़ इस डिस्क के जोड़ पर है और इनर कंडक्टर की जंक्शन पर है क्योंकि यह एक तेज बदलाव है तो इम्पीडेन्स मेचड़ सही नहीं होगा और इस जंक्शन पर इनर कंडक्टर और आउटर के बीच की जंक्शन पर और इस डिस्क के आधार पर परावर्तन हो सकते हैं इसलिए इससे बचने के लिए जो किया जा सकता है वह यह है कि हमारे पास एक ही आउटर कंडक्टर के साथ एक इनर कंडक्टर है जिनकी विड्थ बजाय एक समान होने के जैसा कि यहां दिखाया गया है विड्थ धीरे धीरे इस तरह बदल सकती है और इस टेपरड इम्प्लीमेंटेशन की तरह है और इस टेपर के कारण इम्पीडेन्स मैचिंग इस मामले की तुलना में अधिक सही है जहां इम्पीडेन्स 50 ओम है लेकिन इस संरचना की ज्योमेट्री के कारण इस छोर पर तेज परिवर्तन के कारण हो सकता है कि कई रेफ्लेक्शंस हो एक वेवगाइड में या एक तो ये हैं ये ऐसे उदाहरण हैं जो मैंने 2 कंडक्टर वेवगाइड के लिए दिखाए थे सिंगल कंडक्टर वेवगाइड में जिस तरह से इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है कहते हैं कि यह हमारा वेवगाइड है तो परिचय के लिए अचानक होने वाले परिवर्तनों से बचने के लिए हम इस तरह इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं तो यहां यह एक कील नुमा वैज शिफ्ट संरचना है और एक मीडिया से दूसरी में बहुत ही अचानक परिवर्तन होने के बजाय आपके पास एक वैज संरचना है जो धीरे धीरे आकार बदलती है और यह टेपर के सिद्धांत का अनुसरण करती है और इसी तरह कई रेफ्लेक्शंस से बचाती है या विपरीत ज्योमेट्री ज्योमेट्री के प्रकार के लिए भी लागू किया जा सकता है इसे कीलनुमा संरचना का क्रियान्वयन कहा जाता है स्पाइक्स में इसके विपरीत मेरा मतलब है कि इस तरह से जाने के बजाय यह इस तरह से आ सकता है तो यह कुछ इस तरह होगा तो यहां हमारे पास संरचना की तरह एक नुकीला स्पाइक है और यह आवश्यक इम्पीडेन्स प्रदान करता है तो यह एक कील है और यह एक वैज है तो वे कुछ एक पोर्ट डिवाइस है जो आम तौर पर उपयोग किए जाते हैं आइए हम कुछ 2 पोर्ट डिवाइसेस पर जाएं तो 2 पोर्ट डिवाइस 2 पोर्ट डिवाइस के लिए हम पहले ही S पैरामीटर्स के गुणों की चर्चा कर चुके हैं इसलिए हमने देखा कि 2 पोर्ट नेटवर्क से जुड़े 4 S पैरामीटर में से अगर हमें सिर्फ S11 का फेसर और चरण या S11और S22 के सर के बारे में जानकारी है जिसे मैं थीटा 2 और S11 के तर्क को मैं थीटा 1 कहता हूं तब यह पूरी तरह से एक रेसिप्रोकाल और लोस्टलेस प्रणाली की विशेषता हो सकती है अब 2 पोर्ट डिवाइसेस के कुछ उदाहरणों में बेंड्स डिस्कन्टिन्यूइटीएस ट्रांसिशन्स मोड सुप्प्रेसेस एटेन्यूएटर और फिल्टर है अब फिल्टर 2 पोर्ट डिवाइस है लेकिन फिर वे इतने बड़े पैमाने पर है इसलिए फिल्टर की बहुत विविधता है हम फिल्टर की चर्चा को एक अलग मॉड्यूल के लिए समर्पित कर रहे हैं लेकिन अभी हम अन्य 2 पोर्ट डिवाइसेस पर चर्चा करते हैं जो आमतौर पर उपयोग किए जाते हैं तो बेंड्स कुछ ऐसे हैं जैसे आपके पास यह दिशा में यात्रा करने वाली एक ट्रांसमिशन लाइन है और इस दिशा में यात्रा करने वाली एक और ट्रांसमिशन लाइन है फिर 2 के बीच के संबंध को मोड़ कहा जाता है यह मोड़ है क्योंकि यह ट्रांसमिशन लाइन की दिशा को मारता है तो इन मोर के लिए आमतौर पर 2 लोकप्रिय लाइन है एक वह है जिसे रेडियल इम्प्लीमेंटेशन के रूप में जाना जाता है तो रेडियल इम्प्लीमेंटेशन बेंड्स की रूपरेखा एक शक्ल पर पत्रकार का अनुसरण करती है और मान लीजिए कि R उस सर्कल की त्रिज्या है और W हस्तांतरण लाइन की विड्थ है तो R का नियम R W से 3 गुना अधिक होना चाहिए बेंड्स का एक और इम्प्लीमेंटेशन है जिसे मीट्रेड बेंड्स कहा जाता है तो आप का सरल तरीका 1 मोड़ रेकटेंगयुलर संबंध के आगे इस तरह से हो सकता है इसके साथ समस्या यह है कि यहां और वहां पेज परिवर्तन के कारण कई रेफ्लेक्शंस होने की संभावना है इसलिए उस रेकटेंगयुलर मोड़ के समान एक मोड़ दिया सिवाय इसके कि उसकी आउटर सतह इस तरह से चिपकी हुई है और फिर से अंगूठे का नियम माना जाता है की W ट्रांसमिशन लाइन्स के विड्थ है और A इस सेक्शन की लंबाई है तो A को 18 बार W के बराबर होना चाहिए Refer Slide Time 1621 अगले प्रकार के 2 पोर्ट डिवाइस जिनका में उल्लेख कर रहा था एक डिस्कन्टिन्यूइटीएस था तो एक डीसकंटिनयूटी इस अर्थ में एक मोड़ के समान है वह बेंड्स जो दो अलग ट्रांसमिशन लाइन को जोड़ता है डीसकंटिनयूटी 2 दो अलग तरह अलग विड्थ और अलग विशेषता इम्पीडेन्स की 2 ट्रांसमिशन लाइन्स को जोड़ता है उदाहरण के लिए मान ले कि हमारे पास एक इस विड्थ की ट्रांसमिशन लाइन और दूसरी इस विड्थ की ट्रांसमिशन लाइन है और मान ले यह हमारा आउटर कंडक्टर है तो कह सकते हैं कि हमारे पास कोएक्सिअल लाइन है जिनके मोटाई अलग अलग है जहां इनर कंडक्टर अलग मोटाई के है और इसलिए उनके विशेषता इम्पीडेन्स भी अलग होंगे तो वह संरचना जो इस विड्थ के समक्ष से केवल को इस इनर विड्थ की समस्या केवल से जोड़ती है उसे डीसकंटिनयूटी कहां जाता है तो इसे लागू करने का एक तरीका यह है कि इन 2 के बीच सीधा संबंध किया जाए इम्प्लीमेंटेशन का एक और तरीका है जिसे गैप इम्प्लीमेंटेशन के रूप में जाना जाता है इसलिए एक अंतर इम्प्लीमेंटेशन में आप उन्हें जोड़ नहीं सकते हैं इसके बजाय उन्हें एक अंतर पर छोड़ देते हैं और इनर कैपेसिटेंस इनर हस्तांतरण लाइन कैपेसिटेंस वह तरीका है जिससे मीडिया है जिसके माध्यम से शक्ति को एक वेवगाइड से दूसरे तक पहुंचाया जाता है तो यह एक अंतर इम्प्लीमेंटेशन है यह कैपेसिटेंस वास्तव में मौजूद नहीं है यह सिर्फ मैंने एक प्रतीक के रूप में दिखाया है यह 2 के बीच कैपेसिटेंस है इस कंडक्टर के बीच कोई संबंध नहीं है यह एक अलग विड्थ का यह इनर कंडक्टर एक अलग विड्थ का इनर कंडक्टर है कभी कभी आप जानते हैं हम एक वेवगाइड के भीतर एक प्रेरक पैरामीटर शुरू करना चाहते हैं तो मान लीजिए कि आपके पास इस तरह का एक वेवगाइड है और आप 2 धात्विक पट्टीया जोड़ते हैं जो उन सतहों को जोड़ता है जिनकी विड्थ अधिक होती है इसलिए इस वेवगाइड में मैं इसे एक अलग तरीके से दिखाने की कोशिश करता हूं पिछले वीडियो से स्पष्ट नहीं हो सकता है तो हमारे पास वेवगाइड है इसलिए अगर हमारे पास ये पट्टीया हैं जो उन सतहों से जुड़ी हुई है जिनकी 2 सतहों की विड्थ अधिक है तो यह एक इंडकटिव इफेक्ट पैदा करता है अब सिंगल कंडक्टर तरंगों में आप पूछ सकते हैं कि एक इंडकटिव इफेक्ट क्या है इसका सीधा सा मतलब है कि विद्युत क्षेत्र बना है विद्युत क्षेत्र का चरण इसके माध्यम से गुजरने के बाद चुंबकीय क्षेत्र के चरण से आगे है तो यह इंडकटिव इफेक्ट है स्मरण करो हमने इम्पीडेन्स को E और H field के अनुपात के रूप में परिभाषित किया था अब अगर हम एक पल के लिए इस स्लाइड मॉनीटर स्लाइड पर वापस जा सकते हैं तो हम इसे और अधिक स्पष्ट रूप से देख सकते हैं इसलिए यदि हमारे पास यह मेटल पट्टीया हैं जो सतहों को जोड़ती हैं जिनकी विड्थ अधिक है तो यह एक इंडकटिव इफेक्ट पैदा करता है और अगर हमारे पास ये मेटल स्ट्रिप्स हैं जिन सेवाओं की विड्थ यहां कम है उन्हें जोड़ने से यह एक कैपेसिटिव प्रभाव पैदा करता है और अगर दोनों मौजूद हैं तो यह मूल रूप से एक इंडक्टिव इंडक्टिव आगमनात्मक और कैपेसिटिव प्रभाव के परिणामस्वरूप होता है जो मूल रूप से एक रेसोनेटर यंत्र है इसलिए अगर हम अपनी लिखित स्लाइड पर वापस आ सकते हैं तो कुछ और इसलिए यह ऐसा है कि पिछली यह चर्चा वेवगाइड में इंडक्टिव और कैपेसिटिव प्रभाव को पेश करने के लिए थी क्या होगा अगर कोएक्सिअल डिस्कन्टिन्यूइटीएस की तरह ही इसमें भी वही समस्या है हमारे पास एक विशेष इनर प्रवाहकीय तरंग की एक कोएक्सिअल केबल है और हम इसे एक अलग अलग इनर प्रवाहकीय तरंग की कोएक्सिअल केबल से जोड़ना चाहते हैं तो हम उस मामले को देखते हैं तो मान लीजिए कि हमारे पास इस तरह का एक वेवगाइड है जो इस तरह दूसरे वेवगाइड से जुड़ा हुआ है और यह वास्तव में एक कैपेसिटेंस है यह वास्तव में एक कैपेसिटिव प्रभाव पैदा करता है इसे शंट कैपेसिटेंस द्वारा मॉडलिंग किया जा सकता है दूसरी ओर यहाँ डीसकंटिनयूटी पर है जो की इन 2 किनारों की कम विड्थ है तो यह एक छोर है और यह दूसरा छोर है इस किनारे की विड्थ कम है और यह निरंतरता उस किनारे के साथ है दूसरे किनारे जो कि व्यापक किनारे के दूसरे भाग की लंबाई या विड्थ समान है यदि हम इसे दूसरे तरीके से करते हैं तो यह है कि यदि पतले किनारे के बजाय यह डिस्कन्टिन्यूइटीएस एक लंबा चौड़ा किनारा है तो यह कुछ इस तरह दिखाई देगा और यह वास्तव में एक इंडकटिव इफेक्ट होगा जिसे शंट इंडक्टर के द्वारा मॉडल किया जा सकता है फिर 2 पोर्ट डिवाइस का एक और वर्ग है जिसे ट्रांसिशन्स के रूप में जाना जाता है अब जब आप अपने पीसीबी बोर्ड को किसी डिवाइस या स्रोत या कुछ माप डिवाइस जैसे स्पेक्ट्रम अनलयसेर से जोड़ते हैं तो आमतौर पर ऐसा किया जाता है कि मान लें कि यह पीसीबी बोर्ड पर ट्रांसमिशन लाइन का एक टुकड़ा है जो कुछ जिसे लॉन्चर कहा जाता है से इस तरह से जुड़ा हुआ है और वह लॉन्चर आउटपुट पॉइंट की ओर जाता है जो यहाँ है तब आप आपका आउटर केबल इस आउटपुट पॉइंट से कनेक्ट करते है इसलिए यहां पर कई प्रकार के लांचर उपयोग किए जाते हैं हैं उनमें से कुछ को एसएमए बीएनसी कहा जाता है और उदाहरण के लिए एक एसएमए ट्रांसिशन्स एसएमए लांचर इस तरह आकार का होता है जिसका समतुल्य सर्किट एक लौ पास फिल्टर लौ पास फिल्टर के पाई इम्प्लीमेंटेशन के समान होता है यह इस लॉन्चर का एक सिरा है यह कहें और यह दूसरा सिरा है दोनों Z0 केरेकटेरिस्टिक इम्पीडेन्स से मेल खाते हैं और इनर सर्किट या केंद्रीय कंडक्टर एक इंडक्टिव प्रभाव प्रदान करता है जबकि मेटल स्टैक एक दूसरे पर कैपेसिटिव इफ़ेक्ट पैदा करता है तो यह है कि यह ऐसे किया जाता है तो अगर हम अपनी लिखित स्लाइड्स पर वापस आ सकते हैं और एक अन्य प्रकार का लांचर या ट्रांसिशन्स जो अक्सर उपयोग किया जाता है खासकर जब आप 2 कंडक्टर वेवगाइड से सिंगल कंडक्टर वेवगाइड पर जा रहे हों अगर आप दो कंडक्टर वेवगाइड चाहते हैं जैसे कि मैंने कहा था दो कंडक्टर वेवगाइड 2 कंडक्टर वेवगाइड एक कंडक्टर के लिए टीईएम बेंड्स के माध्यम से आचरण करते हैं और सिंगल कंडक्टर वेवगाइड टीईएम बेंड्स को संचारित नहीं कर सकते हैं उन्हें टीई या टीएम बेंड्स के साथ होना चाहिए अब एक केबल के लिए या एक रेकटेंगयुलर वेवगाइड के लिए TE10 प्रमुख बेंड्स है प्रमुख बेंड्स वह बेंड्स है जिसमें सबसे कम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है तो 2 कंडक्टर वेवगाइड में पॉवर ट्रांसमिशन TEM बेंड्स के माध्यम से और एक रेकटेंगयुलर वेवगाइड में TE 10 प्रमुख बेंड्स से होता है तो हमारे पास एक कन्वर्टर होना चाहिए जो TEM वेव को TE10 वेव में परिवर्तित करता है आइए देखें कि यह कैसे किया जाता है इसलिए इसका निर्माण इस तरह से है यह आपकी कोएक्सिअल केबल है और यह आपका वेवगाइड है एक कोएक्सिअल केबल में नोड TEM है और इसलिए सेंट्रल कंडक्टर पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स रेडियल हैं और फील्ड के रूप में इलेक्ट्रिक पावर वेवगाइड की इनर सतह तक पहुंचती है फ़ील्ड पैटर्न या विद्युत क्षेत्र लाइनें इस तरह बदलती हैं और इस तरफ वेवगाइड की लंबाई के अनुसार पाई पर 2 है जो यह करता है कि इस दिशा में बहने वाली कोई भी वेव वापस रेफ्लेक्टेड होगी और रचनात्मक रूप से इस लहर के साथ जुड़ जाएगी जो इस दिशा में आगे बढ़ रही है तो यह है कि यह रेकटेंगयुलर एडाप्टर या ट्रांसिशन्स के लिए एक कोएक्सिअल है तब हमारे पास एटेन्यूएटर हैं अब एटेन्यूएटर अच्छी तरह से ज्ञात हैं और प्रतिरोधक नेटवर्क एटेन्यूएटर प्रदान कर सकते हैं हालांकि शक्ति की हानि प्रदान करने के अलावा एटेन्यूएटर इम्पीडेन्स मैचिंग भी प्रदान करते हैं और ऐसा करने के लिए आपके पास एक सरल रेकटेंगयुलर वेवगाइड है आप उस वेवगाइड के भीतर उच्च प्रतिरोधकता की कुछ सामग्री रखकर एक एटेन्यूएटर बना सकते हैं जिससे इस उच्च प्रतिरोधकता सामग्री में कुछ शक्ति खो जाएगी और शेष शक्ति स्थानांतरित हो जाएगी इसे लागू करने का एक बेहतर तरीका यह है कि हमारे अंदर कोई मनमाना आकार का ढांचा होने के बजाय अगर हमारे पास इस वेवगाइड के अंदर एक संरचना या एक कार्ड है जो एक साइनसॉइडल के आकार का है तो किसी समय इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स साइनोइडल आकार के साथ अच्छी तरह से उन्मुख होंगी और चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड स्वयं साइनसॉइडल है एटेन्यूएटर अधिक परिपूर्ण होगा इसलिए विक्षेपण कम होंगे क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के आकार की अनुपस्थिति इस एटेन्यूएटर के साथ पूरी तरह से मेल खाती है और इससे स्फ़ूर्त रेफ्लेक्शंस नहीं होंगे जहां तक प्रतिरोधक नेटवर्क का सवाल है हम केवल एक टी या पाई नेटवर्क का उपयोग कर एक एटेन्यूएटर बना सकते हैं जैसा कि मैंने कहा है कि मैंने कहा है कि एक एटेन्यूएटर कल्पना करने के लिए बहुत सरल है क्योंकि इसे पावर लोस्स प्रदान करनी होती है एटेन्यूएटर कुछ भी नहीं बल्कि पावर लोस्स है इसलिए ये 2 आकार ये 2 संरचनाएं तुरंत ध्यान में आती हैं जब हम एटेन्यूएटर के बारे में बात करते हैं यह एक टी इम्प्लीमेंटेशन है यह एक पाई इम्प्लीमेंटेशन है अब पोज़ार द्वारा लिखी पुस्तक में इस इम्प्लीमेंटेशन के लिए समाधान दिया गया है मान लें कि आपको अल्फा एटेन्यूएटर की आवश्यकता है अल्फा का एटेन्यूएटर जो P out पर P in के बराबर है जो S21 के वर्ग के द्वारा दिया गया है बशर्ते कि इनपुट मेल खाते हों और डिज़ाइन एक्वेशन्स यह हो कि R1 को 2Z0 बार 1 माइनस अल्फा पर 1 प्लस अल्फा के बराबर होना चाहिए R2 का मान Z0 के वर्ग माइनस R1 के वर्ग पर 4 पर एक प्लस अल्फा के बराबर होना चाहिए और इस इम्प्लीमेंटेशन के लिए यह पाई इम्प्लीमेंटेशन G1 का मान 2Y0 बार 1 माइनस अल्फा पर 1 प्लस अल्फा के बराबर होना चाहिए और G2 का मान Y0 के वर्ग G1 के वर्ग पर 4 के बराबर होना चाहिए तो एक्वेशन्स मूल रूप से एक दूसरे की दोहरी हैं अब एक अंतिम 2 पोर्ट डिवाइस जिसके बारे में मैं चर्चा करना चाहूंगा जिसे बेंड्स दबाने वाले यंत्र के रूप में जाना जाता है तो एक बेंड्स दबाने वाला यंत्र एक डिवाइस है जो एक निश्चित सर्किट है जो कुछ बेंड्स से गुजरने की अनुमति देता है और अन्य बेंड्स से गुजरने से रोकता है हम इस विशेष सर्किट को देखते हैं यह एक बेलनाकार वेवगाइड है जिसमें कुछ संकेंद्रित मेटल संरचनाएं मौजूद हैं और यह एक और संरचना है जिसमें गाढ़ा मेटल के तार होने के बजाय हमारे पास रेडियल मेटल वायर्स हैं यह दिखाया जा सकता है कि यह वही है जो TE01 परावर्तन के रूप में और यह TM01 परावर्तन के रूप में जाना जाता है और आप यह साबित कर सकते हैं कि यह TE01 को गुजरने की अनुमति नहीं देगा और यह TM01 को गुजरने की अनुमति नहीं देगा टीई और टीएम तरंगों का समाधान बेलनाकार वेवगाइड के लिए Pozart की पुस्तक में दिया गया है इस प्रमाण के लिए सिर्फ एक संकेत यह है कि चूंकि ये गाढ़ा मेटल के तार हैं इसलिए यहाँ E थीटा पोलर समन्वय में है मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ T Phi कॉम्पोनेन्ट 0 होगा क्योंकि ये गाढ़ा मेटल के रेखा तार होते हैं और इसलिए ये रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड के स्पर्शरेखा कॉम्पोनेन्ट और इलेक्ट्रिक फील्ड के रेडियल कॉम्पोनेन्ट को शून्य कर देंगे तो अब यह दिखाया जा सकता है कि यदि इलेक्ट्रिक फील्ड के रेडियल कॉम्पोनेन्ट स्पर्शरेखा कॉम्पोनेन्ट को शून्य किया जाता है तो TE01 बेंड्स मौजूद नहीं रहेगा और इसी तरह यदि इलेक्ट्रिक फील्ड का रेडियल कॉम्पोनेन्ट शून्य है तो TM01 कॉम्पोनेन्ट मौजूद नहीं रहेगा तो ये कुछ 2 पोर्ट डिवाइस हैं जो आमतौर पर उपयोग किए जाते हैं निश्चित रूप से जैसा कि मैंने कहा फिल्टर भी 2 पोर्ट डिवाइस के उदाहरण हैं लेकिन हम उन्हें एक अलग मॉड्यूल में कवर करेंगे अगले मॉड्यूल में हम 3 पोर्ट डिवाइस को कवर करेंगे